नमस्कारआप सब छात्रों का स्वागत है पिछली कक्षा में हम Baumol के कैश मैनेजमेंट न्यूनतम है अब सवाल यह उठता है कि इस C की टोटल कॉस्ट की गणना कैसे करें या C की लागत की गणना कैसे करें और यह पता करें कि यह लागत न्यूनतम है या नहीं तो इस मामले में नकद राशि की कुल लागत या कैश की ऑप्टिमम राशि की गणना करने के लिए हम इस इक्वेशन का उपयोग करते हैं कैश की C राशि की टोटल कॉस्ट bTC iC2 होगी कैश की ऑप्टिमम राशि की टोटल कॉस्ट Baumol द्वारा विकसित मॉडल का उपयोग करके गणना की जाती है Baumol ने जो मॉडल विकसित किया है वह C bTC iC2 है b क्या है b फिक्स्ड ट्रांसेक्शन कॉस्टहै एक वर्ष के समय में कुल कैश की आवश्यकता को T कहते हैं क्योंकि कर्रेंट एसेट में अधिकतम समय क्षितिज एक वर्ष है तो 1 वर्ष मे टोटल कैश की आवश्यकता को T कहते हैं C क्या है C पीरिऑडिकाल कैश बैलेंस कह सकते हैं इसका मतलब है कि एक निश्चित समय की अवधि में शायद एक वर्ष में कितनी बार आप कैश को सिक्योरिटीज और सिक्योरिटीज को कैश में परिवर्तित कर रहे हैं जब आप कैश टर्नओवर है

जब आप कैश को मार्केटेबल सिक्योरिटीज के रूप में जाना जाता है तब समय की अवधि में कुल नकद की आवश्यकता को T कहते है और हम मान लेते हैं कि यहां 1 वर्ष की अवधि है C पीरिऑडिकाल कैश आवश्यकताएं हैं उदाहरण के लिए कैश 1 महीने की आवश्यकताएं या कैश 1 सप्ताह की आवश्यकताएं जिसे C कहा जाता है उदाहरण के लिए नकद की साप्ताहिक आवश्यकता 10000 रुपये है और 52 सप्ताह हैं तो इसका मतलब है कि आपको कुल नकद की आवश्यकता को खोजने के लिए 52 से गुणा करना होगा लेकिन हम कैश की वार्षिक आवश्यकता को एक बार में नहीं रखते हैं हम कैश को मार्केटेबल सिक्योरिटीज बहुत अधिक होगी इसलिए हमें नकद को कैश के अधिक मात्रा के रूप में नहीं रखना चाहिए इसका मतलब है कि हमें कैश की ओप्पोरचुनिटी कॉस्ट राशि है जिसे हमने संरचना में देखा है C2 आवश्यकताओं का आधा राशि जो कि एवरेज कैश बैलेंस दोनों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह C2 है और अंत में हमें मॉडल को हल करना होगा अंत में यह मॉडल b जैसा कैसे हो जाएगा मान लीजिए कि यहाँ कौन सा मॉडल है जो कि b है इसे मैं फिर से लिखूंगा टोटल कॉस्ट C bTC iC2 जो ट्रांसेक्शन कॉस्ट है यदि आप इस संरचना को देखते हैं तो C वह राशि होगी जहां ये दोनों कॉस्ट समान हैं इसका मतलब है कि वह बिंदु जहां होल्डिंग कॉस्ट बराबर होती है उस समय C की नकद रखने की लागत सबसे कम होती है तो हम समीकरण को bTC iC2 के रूप में फिर से लिख सकते हैं इसका मतलब है कि जब वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ओप्पोरचुनिटी कॉस्ट के बराबर होती है और यह न्यूनतम लागत का बिंदु है जो कि C के बराबर होता है अब हम समीकरण हल करते हैं तो यदि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लय करते हैं तो यह बन जाएगा जैसा कि CC C square हैं फिर और C तो आखिरकार मॉडल है C यहां b का अर्थ है ट्रांसेक्शन कॉस्टसे विभाजित किया जाता है जो कि i है और C का मान ज्ञात करने के लिए अंडर रूट लिया गया है C उस कैश के संतुलन की लागत है जिसे हम रखने जा रहे हैं अब हम C को i और b से संबंधित करेंगे यदि iओप्पोरचुनिटी कॉस्ट अधिक है तो C अधिक होगा तो इसका मतलब है कि C से ओप्पोरचुनिटी कॉस्ट अधिक है तो हमें नकद की उच्च राशि रखनी होगी क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह इस बिंदु पर आ रहा है और ओप्पोरचुनिटी कॉस्ट कम होगी यदि हम कैश की उच्च राशि रख रहे हैं तो ओप्पोरचुनिटी कॉस्ट अधिक है तो आप उच्च नकद का राशि रखने के लिए बाध्य हैं कभी कभी लेन देन बहुत अधिक होता है और यह ओप्पोरचुनिटी कॉस्टको भी पार कर जाता है उस स्थिति में नकद की उच्च मात्रा रखने की सलाह दी जाती है इसलिए क्या अधिक मात्रा में या कम मात्रा में कैश रखना है जो i और b पर निर्भर करता है इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि आपको इस मॉडल का उपयोग करना होगा जो मूल रूप से EOQmodel की प्रतिकृति है EOQ मॉडल में हम समान ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं और यहां हम इसे C के रूप में बुला रहे हैं तो C तो हमने मॉडल को समझा अब आइए जानें कि Baumol के मॉडल का उपयोग कैसे करें इसलिए Baumol मॉडल की गणना में एक प्रश्न है तो पहले प्रश्न के बारे में समझेंगे प्रश्न इस प्रकार है एक फर्म की वार्षिक नकद आवश्यकता 567 लाख है यह प्रति माह रु4725 लाख में बांटा गया है यदि उनके पास अधिशेष नकद है तो वे ट्रेजरी बिलों 900 रुपये है और यह तय है यह जानकारी है इस प्रकार यह जानकारी हमारे पास उपलब्ध है अब हम Baumol के मॉडल का उपयोग करते हैं हमें C का पता लगाना है और आप Cजानते हैं b ट्रांसेक्शन कॉस्ट 8 है जो 008 है C समीकरण को हल करने से हम पाते हैं कि C का मान 1129491 है या आसानी के लिए आप इसे 1130 लाख कह सकते हैं तो यहाँ नकद का मूल्य 1130 लाख है ओप्पोरचुनिटी कॉस्ट का पता लगाने के लिए हम कुल नकद को C से विभाजित करते हैं जो कि 567 लाख को 1129491 से विभाजित करते हैं यह रेश्यो 50 बार है मासिक नकद आवश्यकता 4725000 है हम पहले ही C के मूल्य की गणना कर चुके हैं और यह 1129491 पाया गया 4725000 को 1129491 से विभाजित करने पर हमें 418 मिलता है लेकिन यह 418 से क्या तात्पर्य है इसका मतलब है कि मोटे तौर पर एक महीने में 4 लेनदेन होते हैं तो मासिक आवश्यकता 4725000 है C 1129491 है इसलिए यह रेश्यो 418 के रूप में काम करता है मोटे तौर पर आप महीने में 4 बार कह सकते हैं तो यह फर्म महीने में 4 बार कैश ट्रांसेक्शन को नकद में बदलना यह आप महीने में 4 बार कर सकते हैं इसका मतलब है साप्ताहिक एक बार फर्म में ट्रांजैक्शन हो रहा है C की राशि जो फर्म अपने पास रख रही है वह एक सप्ताह की नकद आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है जब यह खत्म होगी तो यह फर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीजको नकद में परिवर्तित करेगी इसलिए Baumol का मॉडल EOQ मॉडल की तरह है EOQ मॉडल में हम आर्थिक ऑर्डर मात्रा पाते हैं लेकिन Baumol के मॉडल का उपयोग करके हम C का पता लगा सकते हैं जो कैश का ऑप्टिमम बैलेंस के बराबर है ताकि टोटल कॉस्ट न्यूनतम हो इसलिए हमने इस मॉडल को सीखा और एक ऐसी कंपनी में इस मॉडल को लागू किया जिसकी वार्षिक नकद आवश्यकता 5670000 है और जिसकी मासिक आवश्यकता 4725000 है जिसकी ओप्पोरचुनिटी कॉस्ट 900 प्रति ट्रांसेक्शन है जब हमने Baumol का मॉडल लागू किया तो हमें पता चला कि C1130 लाख है यदि आप 1130 लाख रुपए नकद रखते हैं और फिर अपनी मासिक नकद आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह एक महीने में लगभग 4 बार काम करेगा क्योंकि मासिक आवश्यकता 4725000 है और C को 113000 के रूप में मान किया गया है इसलिए इसका मतलब है कि महीने में लगभग 4 बार हमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इसका मतलब है कि अधिकतम 1 सप्ताह की बैलेंस फर्म कैश के रूप में रख रही है और शेष को सिक्योरिटीज में निवेश किया जा रहा है जब कैश की आवश्यकता होती है तो बाजार में सिक्योरिटीज को बेचकर कैश को लाया जा रहा है तो यह सब सप्ताह में एक बार या महीने में 4 बार हो रहा है तो अगर 567 लाख की वार्षिक आवश्यकता और 4725 लाख की मासिक आवश्यकता है तो C 1 सप्ताह की आवश्यकता है और यह बहुत ही ऑप्टिमम राशि सबसे कम होगी और फर्म अपनी कोई आय नहीं खोएगी इस मॉडल की दो प्रमुख सीमाएँ हैं पहली सीमा स्पेसिफिकेशन ऑफ़ कैश ओप्पोरचुनिटी कॉस्ट है उदाहरण के लिए नकद विभाग में काम करने वाले लोग नकद को सिक्योरिटी में और सिक्योरिटी को नकद में परिवर्तित करने में शामिल होते हैं वे एक दिन में 8 घंटे के कुल समय में कई अन्य चीजें भी कर रहे हैं इसलिए लेन देन करने में उनके कुल 8 घंटे का कितना समय व्यतीत होता है यह पता लगाना बहुत मुश्किल है लेकिन यह असंभव नहीं है यह पता लगाया जा सकता है इसलिए वेरिएबल कॉस्ट के मामले में करते हैं तो हम इसे यहाँ भी कर सकते हैं इस मॉडल की दूसरी प्रमुख और गंभीर सीमा यह है कि नकद का उपयोग स्थिर है इसका मतलब है कि सभी समय के लिए फर्मों की नकद की आवश्यकता समान है उदाहरण के लिए हमने एक प्रश्न पर चर्चा की जहां हमें पता चला है कि नकद की वार्षिक आवश्यकता 5670000 है और यह वर्षों तक स्थिर रहेगी यह ना बढ़ेगा या घटेगा इस पर विश्वास करना मुश्किल है उस प्रश्न में एक और धारणा जोकि मासिक आवश्यकता 4725 लाख के बराबर है यह फिक्स्ड माना जाता है लेकिन व्यावहारिक रूप से यह बदल सकता है यह हमेशा 4725 के रूप में नहीं रह सकता है यह 48 हो सकता है यह 49 हो सकता है यह 50 हो सकता है यह 45 हो सकता है तो यह इस मॉडल की दूसरी प्रमुख सीमा है हमेशा नकद संतुलन में अनिश्चितता का तत्व होने के साथ साथ आवश्यकताएं भी होती हैं इसलिए कैश का स्थिर उपयोग हमेशा नहीं हो सकता है इसलिए कभी कभी फर्मों की आवश्यकताओं में उतार चढ़ाव होगा कम या ज्यादा हो सकता है फर्म साप्ताहिक शेष राशि मासिक शेष राशि या नकद की वार्षिक आवश्यकताओं में उतार चढ़ाव का अनुभव कर सकता है पहली सीमा लागत का विनिर्देशन किया जा सकता है क्योंकि हम फिक्स्ड का पता लगा सकते हैं लेकिन दूसरा जो कि स्थिर उपयोग का मामला है मॉडल की एक प्रमुख सीमा है मॉडल की इन 2 सीमाओं के बावजूद यह मॉडल बहुत उपयोगी है इस मॉडल का उपयोग करके एक निश्चित सीमा तक हम समय की अवधि और विभिन्न अंतरालों पर अपनी नकद आवश्यकताओं की पहचान करने में सक्षम हो सकते हैं पहले आप वर्ष के साथ शुरू करते हैं फिर नीचे महीने मे आते हैं फिर हफ्तों तक आते हैं कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं लेकिन अगर उस आवश्यकता की बड़ी मात्रा फिक्स्ड हो जाती है तो मुझे लगता है कि यह मॉडल बहुत उपयोगी है लेकिन इन्वेंटरी मैनेजमेंट के EOQ मॉडल का उपयोग करते हुए बहुत सोच समझकर Baumol ने इस मॉडल का उपयोग किया है इसलिए आप मॉडल को संपूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं कर सकते हालांकि इसकी कुछ सीमाएँ हैं लेकिन उन सीमाओं के बावजूद अगर हम नकद की C राशि का पता लगाने में सक्षम हैं अंतिम प्रश्न में मासिक आवश्यकता 4725000 है वार्षिक आवश्यकता 567 लाख है और यदि उनकी ओप्पोरचुनिटी कॉस्ट 900 प्रति ट्रांसेक्शन है तो नकद शेष की ऑप्टिमम राशि जो फर्म को बनाए रखनी चाहिए वह 1130 लाख हो जाएगी जो 1 सप्ताह की आवश्यकता के बराबर है अब आप देखते हैं कि व्यावहारिक रूप से यह 1130 नहीं हो सकता है यह शायद 115 है यह 112 है यह शायद 12 भी है आप इस मॉडल का अनुसरण कर रहे हैं और आपको यह 113 का आंकड़ा मिल गया है आप 113 नहीं रख सकते हैं लेकिन आप 115 रखते हैं या आप 12 रखते हैं या आप 11 यदि हम वास्तविक नकद की आवश्यकता के निकटतम बिंदु तक पहुंचने में सक्षम हैं तो हम नुकसान में नहीं हैं यह बेहतर है जब आप नहीं जानते हैं कि कितना नकद शेष रखा जाना चाहिए उदाहरण के लिए आपकी आवश्यकता 113 लाख है लेकिन आप 20 लाख रख रहे हैं इसका मतलब है कि आप 870 लाख के लिए अतिरिक्त लागत का भुगतान कर रहे हैं दूसरे तरीके से आपकी आवश्यकता 1130 लाख या 11 लाख है आप 5 लाख रख रहे हैं आप 6 लाख से कम चल रहे हैं इसलिए जब आपको भुगतान करना होगा तो आपके पास उस समय नकद की कमी हो जाएगी तो सावधान रहें और इस मॉडल का उपयोग करके अपने कैश मैनेजमेंट समान रूप से विभाज्य सिक्योरिटीज है और फिर पेरिओडिकल इंटरवल होती है इसलिए फर्मों को नियमित अंतराल पर या निश्चित अंतराल पर समान मात्रा में नकद की आवश्यकता होती है जो कुछ समय के लिए विश्वसनीय नहीं है यह इस मॉडल में निश्चित माना जाता है लेकिन काफी हद तक मॉडल पूरी तरह से निरर्थक नहीं है यह अभी भी प्रयोग करने योग्य है यह मॉडल आपको नकद शेष राशि का पता लगाने में मदद करता है जो नकद की वास्तविक आवश्यकता के करीब है यदि आप अभी भी किसी अन्य मॉडल का उपयोग नहीं करते हैं और यदि आप इस मॉडल की मदद से C का पता लगाते हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप निष्क्रिय नकद की लागत को बचा रहे हैं और आप ट्रांसेक्शन कॉस्ट में बदल देते हैं ताकिअगर निश्चित चीजें नहीं हैं तो कुछ अनिश्चित चीजें हैं तो नकद के संतुलन को कैसे काम करना है इसलिए इसे दूसरा मॉडल कहा जाता है MHMiller और Daniel Orr द्वारा हमें दिए गए नकद का अनसर्टेंटी मॉडल है तो यह एक और दिलचस्प रोचक मॉडल है जिसके बारे में मैं आपसे अगली कक्षा में चर्चा करूंगा मैं यहां रुकता हूं आपका बहुत बहुत धन्यवाद